फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रो देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 15 सर्किट एनालिसिस के तरीके जारी हम अगले उदाहरण पर आएंगे इसलिए नोड वोल्टेज node voltage विधि का उपयोग करके दिखाए गए अनुसार सर्किट की करंट को निर्धारित करें अब हम सुपर नोड के बारे में सोच रहे हैं बाद में हम कुछ उदाहरणों के बाद फिर से देखेंगे एक या दो उदाहरणों के बाद हम अब सुपर मेश देखेंगे यह एक नोड वोल्टेज एनालिसिस नहीं है हम मेशएनालिसिस भी देखेंगे और फिर यहां मेश लागू करेंगे और नोड लागू करेंगे उन चीजों पर चर्चा करेंगे स्लाइड समय देखें 0043 इसलिए यदि यह सर्किट दिया जाता है तो जो कुछ दिया गया है उसकी करंट का पता लगाना है तो नोड वोल्टेज विधि का उपयोग कर रहे हैंकरंट का पता लगाने के लिए कहा गया है तो यह वास्तव में एक करंट सोर्स यहां है एक 4 एम्पीयर करंट सोर्स यहां है एक और 1एम्पीयर करंट सोर्स यहां है और सभी रजिस्टेंस सर्किट को छोड़ करऔर यह है r रिफरेंस नोड पोटेंशियल 0 है इसलिए फिर और फिर से मैं उसे नहीं लिखूंगा उस v2 0 या कुछ समझ में आता है लिखें तो मेरे पास नोड 1 है नोड 2 है और नोड 3 है और v1 v2 v3 वोल्टेज है लेकिन नोड वोल्टेज विधि का उपयोग करना है जो कि i1 i 2 i3 तब r i4 है इसलिए पहले r को लागू करें जिसे नोड 1 पर केसीएल कहते हैं पहले इसे तो पहले नोड 1 पर केसीएल लागू करें इसलिए यदि नोड 1 पर केसीएल लागू करते हैं तो यह i1 करंट और i2 करंट और 1 एम्पीयर करंट सभी इस नोड को छोड़ रहे हैं तो r समीकरण r i1 i 2 1 0 के बराबर होना चाहिए यह एक समीकरण बाद में होगा और यदि देखें तो i1 क्या है i1 होगा यह i1 इस तरह फ्लो कर रहा है जैसे यह जा रहा है तो i1 025 से v1 v3 होगा तो i1 v1 v3 बाई 025 से क्योंकि यह 225 Ω है अब इसी तरह i 2 i 2 यहाँ है तो i2 v1 v2 1 से क्योंकि यह 1 Ω है इसलिए यदि सब्सीट्यूट बाद में आएगा तो सॉल्यूशन कैसे दिखाई देगा लेकिन यह समीकरण है अब इसी तरह यदि नोड 2 पर लागू होता है कि केसीएल तो यह 4 एम्पीयर करंट नोड 2 में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है यह i 2 यह 4 क्योंकि यह एक करंट सोर्स स्वतंत्र करंट सोर्स i 2 4 i3 है तो i 2 एक्सप्रेशन यहां दिया गया है और i3 और i3 r v2 अपान 05 v2 05 पर फिर से v2 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रजिस्टेंस 05 है जो कि r i3 है तो अगला यहाँ लागू किया जाता है किकेसीएल यहाँ नोड 3 पर तो यह करंट 4 एम्पीयर करंट छोड़ रहा है और यह करंट i1 r1 यह r1 i1 है जो नोड में प्रवेश कर रही है क्योंकि यह r i1 नोड में प्रवेश कर रहा है तो यह r i1 है और 2 अन्य करंट निकल रही हैं तो यह 4 r i4 4 i4 i1 i 2 i3 सब i4 r इस i4 के लिए जा रहा है यहाँ मैं लिख रहा हूँ i4 यह v3 05 से विभाजित है क्योंकि रजिस्टेंस 05 Ω है इसलिए सभी आगे दिया गया है इसके सॉल्यूशन पर जाएं तो यह सब बातें नोड 1 पर लिखी गई हैं स्लाइड समय देखें 0406 इसी तरह नोड 2 में मैंने यह बातें लिखी हैं तो इन सभी चीजों को रखो इन सभी चीजों को मैंने नोड 3 पर समान रूप से कहा था मैंने यह बात लिखी थी इन सभी चीजों को यहां भी डाल दिया और इस r को सरल बना दिया और इसे सरल बना दिया 5 v1 v2 4 v3 1 यह समीकरण 1 है यह नोड 2 पर भी मैंने लिखा था अब यहां सब्सीट्यूट करें मिलेगा v1 3 v2 4 मिलेगा यह समीकरण 2 है नोड 3 में भी i1 4 i4 है स्लाइड समय देखें 0438 तो सभी i1 और i4 को को सब्सीट्यूट करें मिलेगा 2 v1 3 v3 2 स्लाइड समय देखें 0445 अब जिस तरह से हल करना चाहते हैं समीकरण 1 2 और 3 को v1 7 बाई 6 वोल्ट v2 17 बाई 18 वोल्ट v3 13 बाई9 वोल्ट स्लाइड समय देखें 0505 फिर सभी करंट i1 v1 v3 बाई 025 की गणना इन सभी चीजों को मैंने कहा है यह 10 बाई 9 एम्पीयर है i 2 v1 v2 1 आने पर 19 बाइ 9 एम्पीयर i3 2 v2 तो यह 2 में r7 में i7 बाई 18 तक आ रहा है इसलिए i7 बाई 9 एम्पीयर और i4 2 v3 बाई 2 इनटू 13 बाई 9 इसलिए 26 बाई 9 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 0534 अगला एक और उदाहरण है यहां इस आंकड़े में दिखाए गए सर्किट के वोल्टेज v1 v2 और v3 निकालते हैं इसलिए कुछ कॉन्प्लेक्स सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं तो यह सब कुछ v1 v2 और v3 है तो सुनो यह r नोड 1 है यह वोल्टेज v1 है और यह r नोड 2 वोल्टेज V 2 है यह r नोड 3 वोल्टेज है v3 और वोल्ट यह वोल्टेज V1 यहां है v वास्तव में 3 इनटू i3 मे Ωs के नियम से क्योंकि रजिस्टेंस 3 Ω है यह वोल्टेज v है स्लाइड समय देखें 0609 और जैसा कि यह वोल्टेज v है और यह वोल्ट यह r रिफरेंस नोड है यह rरिफरेंस है यह एक ग्राउंड है पोटेंशियल 0 है तो v1 वास्तव में v1 वास्तव में v तो यह r v1 है और इस वोल्टेज को v दिया जाता है इसलिए मूल रूप से v1 भी 3 i3 तो v पहली बात यह समझना होगा तो v1 v और 2 r डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स हैं इस v1 पर आधारित है यह एक डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स है करंट v 4 डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एक और डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स है करंट यहाँ v 3 है और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है और कुछ भी नहीं है तो मूल रूप से ये इस पर एक नोड है जो नोड 3 है या तो यह बिंदु या तो यह बिंदु है या यह बिंदु यह नोड 3 है क्योंकि यह एक आम बात है इसका मतलब है कि यह 4 Ω तो यह डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स क्या कहता है और यह 2 Ω है जो सभी वास्तव में पैरलल जुड़े हुए हैं और वे नोड 3 से रिफरेंस बिंदु से जुड़े हैं और इसलिए क्या करना है यह देखो कि यह करंट i1 है यहकरंट i 2 है यह करंट i3 है यह i4 है यहकरंट i5 है और यह करंट i6 है इसलिए इस सर्किट को हल करना होगा अब सबसे पहले r को प्राप्त करना है कि r को क्या कॉल करना है i1 को मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इसे साफ करने दो इसलिए यह मैंने जो कुछ भी उल्लेख किया है मुझे आशा है कि यह बातें जानने योग्य हैं तो वास्तव में v1 यह v v1 वी मैंने वहां बताया तो अब इस सर्किट को हल करना होगा तो पहली बात यह है कि i1 प्राप्त करना है पहले i1 प्राप्त करना है और केसीएल को लागू करने से पहले केसीएल को लागू करने से पहले सॉरी पहले i1 प्राप्त करें उसी तरीके से स्लाइड समय देखें 0826 तो यह a है यह r है जिसे यह r ग्राउंड है इसलिए क्लॉकवाइज लागू करें कि r को क्या कहते हैं कि केसीएल तो यह होगा कि अगर मैं यहां लिखता हूं तो यह होगा 12 तो यह 4 i1 होगा मैं पोलैरिटी नहीं डाल रहा हूं यह रजिस्टर 4 i1 है फिर एनकाउंटरिंग टर्मिनल पहले मैंने कई बार बताया तो v1 बराबर 0 है इसका मतलब है कि मैं यहाँ टॉप पर डाल रहा हूँ जो कि r i1 है यह है 12 v1 बाइ 4 लेकिन v1 v1 v इसका मतलब है मैं इसे यहां कहीं बना रहा हूं इसका मतलब है मेरा i1 12 v 4 तो केबीएल लें वह है 12 4 i1 फिर v1 0 लेकिन v1 v डालें क्योंकि पहले मैंने बताया था कि यहाँ v1 v है क्योंकि यह v है यह v1 है तो एक ही बात तो यह 12 है v 4 जो कि r i1 है यह पहली बात है बाकी सब सरल हैं अब नोड 1 नोड 2 और नोड 3 पर लेकिन याद रखें कि यहाँ यह v के रिफरेंस में एक डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स है इसलिए ऑटोमेटेकली हमारी समस्या आसानी से हल हो जाएगी उदाहरण के लिए i6 r v3 होगा उदाहरण के लिए यहां i6 को खेद होगा स्लाइड समय देखें 1016 तो i6 होगा v3बाइ 2 आसानी से इसे बना सकता है क्योंकि यह 2 Ω रजिस्टर रिफरेंस यह ग्राउंड रिफरेंस पोटेंशियल 0 है इसलिए v3बाइ 2 जो कि r i6 है इसी तरह यदि r क्या कॉल है अगर यह पता लगाने की कोशिश करें कि rii5 क्या होगा तो i5 यह एक कॉमन नोड है यह यह सभी नोड है एक ही चीज़ नोड 3 है इसलिए r i5 इसे यहाँ i5 बना रहा है जो कि v3 4 से होगा क्योंकि यह r 4 Ω प्रतिरोध है 4 से r i5 v3 होगा और यह v 3 करंट तब दर्ज होगा जब के के सी एल लागू होगा तदनुसार यह समझ सकता है इसी तरह इस v 4 से यह डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स छोड़ रहा है इसी तरह जब i4 का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो i4 को खोजने की कोशिश करते हैं यह वास्तव में 6 से v2 है क्योंकि 6 Ω रजिस्टेंस यहाँ है तो यह v2 होगा 4 इसी तरह से अगर i3 पता लगाने की कोशिश करें तो i3 वास्तव में होगा यह r 3 से v1 है जो कुछ भी नहीं है लेकिन v 3 जो कि r i3 है क्योंकि यह r3 है क्योंकि v3 v1 r v तो और इसी तरह ri 2 अगर बस मुझे उम्मीद है कि यह चीजें अब आसानी से समझ में आ सकती हैं और इसी तरह अगर मैं इसे और इसी तरह अगर i 2 को 1 से नोड 3 तक बहता हुआ देखें तो यह r i 2 है यह वास्तव में v1 v3 बाइ12 होगा क्योंकि यह 12 Ω रजिस्टेंस है स्लाइड समय देखें 1156 तो ये सभी बातें i1 i 2 i3 i4 i5 i6 सब मैंने बताई हैं और अब आर केसीएल याद रखें यह v 3 वास्तव में डिपेंडेंटdepende करंट सोर्स है तो यह करंट यहाँ प्रवेश कर रहा है और यह डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसलिए यह करंट वास्तव में इस टर्मिनल को छोड़ रहा है क्योंकि डायरेक्शन इस तरह है और यह डायरेक्शन इस v 3 से ऊपर है अब अप्लाई करते हैं और अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम को कॉल करते हैं स्लाइड समय देखें 1243 तो नोड 1 पर i1 i 2 i3 मिलेगा i1 बराबर i 2 है तो i1 मैंने बताया तो v1 v जो मैंने भी बताया v1 v3 द्वारा 12 v1 द्वारा 0 से 3 0 को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैंने अपनी समझ के लिए लिखा है कि परिभाषित नोड पोटेंशियल 0 है जब तक कि 0 नहीं और अन्यथा कुछ कहा गया है स्लाइड समय देखें 1308 तो ध्यान दें कि v1 v जो मैंने भी बताया था तो इस समीकरण में v1 v v1 डालें फिर इसे सरल करें 8 v v3 36 होगा यह समीकरण 1 है स्लाइड समय देखें 1322 इसी प्रकार नोड 2 पर सीधे मैं नोड 2 पर लिख रहा हूँ कि v3 v2 अपान 6 v 4 जो v2 6 पर है इसका मतलब यह है कि नोड 2 पर यह वास्तव में नोड 2 है यह नोड 2 है इसलिए यदि अपना लागू करें तो यह अपनी इस चीज को केसीएल कहे तो क्या मिलेगा कि यह भी नोड 3 है यह एक कॉमन नोड है यह नोड है क्योंकि यह एक कॉमन नोड है स्लाइड समय देखें 1359 तो अगर करने की कोशिश इसका मतलब है यह वोल्टेज v3 यह भी 3 है तो यह मूल रूप से वोल्टेज v3 है तो इस मामले में यदि यह कहें कि करंट इस ब्रांच के लिए है करंट 3 से नोड 2 तक बह रहा है तो यहअपना होगा कि यह करंट नोड में प्रवेश कर रहा है और अन्य दो नोड 2 पर जा रहे हैं 6 v3 v2 बाइ होगा यह करंट प्रवेश कर रहा है क्योंकि यहां से करंट प्रवाहित हो रहा है इसलिए किसी भी करंट को लिखने के बजाय यह v3 v2 बाइ 6 इस करंट को v 4 छोड़ रही है तो यह v 4 और r है इस v2 को 6 इस v2 बाइ 6 इसलिए यह बात मैं वहां लिख रहा हूं इसलिए इसीलिए मुझे कोई भी मौजूदा बात सीधे तौर पर नहीं लिखी जाती यह समझ में आता है तो यही कारण है कि यह v3 v2 बाइ 3 लिख रहा है v 4 v2 बाइ6 तो सरलीकरण 3 v पर क्योंकि v1 अपना है जिसे v1 v कॉल करते हैं डाल रहा है तो ये रहा तो यह वास्तव में v 4 है तो इस मामले में सरलीकरण पर 3 v 4 v2 2 v3 0 मिलेगा स्लाइड समय देखें 1520 इसी तरह नोड 3 पर सीधे मैं नोड 3 पर लिख रहा हूं यदि नोड 3 पर यह अपना नोड 3 है तो ये 3 चीजें पैरलल में हैं और एक अन्य करंट i 2 भी नोड में प्रवेश कर रहा है तो बस एप्लीकेशन करें कि यह क्या है यह एक और है तो 1 2 3 4 5 अलग अलग करंट या तो छोड़ देंगी या यह चीज इस i 2 करंट नोड में प्रवेश कर रही हैं तो i6 करंट इस नोड को छोड़कर v 3 डिपेंडेंट सोर्स नोड में प्रवेश कर रहे हैं i5 करंट इस नोड को छोड़कर एक और करंट जो v3 v2 बाइ 6 से लेती है इस डायरेक्शन में भी नोड छोड़ती है इसका मतलब है इसका मतलब सिर्फ अपनी समझ के लिए है तो यह वास्तव में यह नोड 3 है स्लाइड समय देखें 1607 तो मूल रूप से यह एक कॉमन नोड है यह एक कॉमन नोड है यह 3 है यह जो कुछ भी है यह एक कॉमन नोड है तो इस i इनटू 2 करंट इस करंट में प्रवेश कर रहा है i 2 v1 v3 बाइ 12 तक यह करंट प्रवेश कर रहा है फिर एक और करंट हालांकि इस करंट को चिह्नित नहीं किया जाता है तब दूसरा करंट निर्भर होता है तो v 3 यह करंट प्रवेश कर रहा है और अन्यकरंट निकल रही हैं यह 2 करंट दूसरे करंट में प्रवेश कर रहा है एक छोड़ रहा है i5 दूसरा है i6 यह एक कॉमन नोड है इसका मतलब है एक और करंट भी अगर इस नोड को छोड़ दें तो यह वास्तव में v3 v2 बाइ होगा इसलिए I 2 v 3 i5 i6 v3 6 बाइ v2 i5 पता है i6 पता है और मैं 2 भी जानता हूँ कि v के संदर्भ में सब कुछ डाल दिया तो यही कारण है कि ऐसा करने के बाद कई उदाहरण मैंने फिर से नहीं लिखा i i i इसलिए इसे नोड 3 पर लिखा जाए ये समीकरण हैं तो इसे बनाओ तो और सरल करने पर 5 v 2 v2 12 v3 0 मिलेगा इसलिए यह अपना समीकरण 1 2 और 3 और v के लिए v v1 4686 वोल्ट v2 2769 वोल्ट और v3 1491 वोल्ट मिलेगा स्लाइड समय देखें 1730 आगे यह समस्या है यहाँ बनाने के बाद कई उदाहरण इसलिए यहाँ सीधे कुछ लिखेंगे तो इस समस्या के लिए v1 v2 और v3 का पता लगाना है इसलिए यह v1 है यह v2 है और यह v3 है तो v3 को सीधे v3 10 वोल्ट v3 10 वोल्ट मिलेगा क्योंकि यह एकमात्र अपना है जो उस वोल्टेज सोर्स को यहां कॉल करता है लेकिन यहां चीजों को सीधे नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि यहां एक Ω रजिस्टेंस है तो इस मामले में पता करें कि अपना v1 क्या है इससे पहले कि इन सभी को खेद है तो यह एक कॉमन नोड है इसका मतलब है यह i 2 करंट इसका मतलब है कि नोड 1 पर अगर नोड 1 लेते हैं तो यह कुछ इस तरह होगा यदि यह मान लिया जाए कि मेरा नोड 1 है स्लाइड समय देखें 1842 तो यह i1 करंटनोड में प्रवेश कर रहा है इसलिए यहकरंट i1 है यह नोड में प्रवेश कर रहा है तो i2 करंट इस तरह से निकल रहा है कि केसीएल यहअपना i 2 करंट है यह नोड छोड़ रहा है फिर यह एक कॉमन नोड है फिर 12 एम्पीयर करंट इसे नोड में दर्ज कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन इस तरह से नोड में प्रवेश कर रही है तो यह 12 एम्पीयर करंट है और एक और बात यह है कि ix करंट इस नोड को छोड़ रहा है तो यहअपना ix करंट छोड़ रहा है तो अगर उस 1 2 3 4 चार शाखाओं में देखें तो 2 करंट उस नोड में प्रवेश कर रहे हैं जो i1 r 12 2 करंट छोड़ रहा है जो कि r i 2 r ix है तो यह इस नोड के लिएअपना केसीएल है और इसी तरह वोल्टेज बाद में आएगा यदि नोड 2 पर आते हैं तो i2 i3 8 0 क्योंकि सभी करंट नोड में प्रवेश कर रही है तो i2 i3 8 तो सभी करंट नोड में प्रवेश कर रहे हैं तो यह और i3 अब 3 पर 3 पर v3 v2 के बराबर i3 को जानते हैं इसलिए अगर मैं पहली बार i 2 i 2 लेता हूं तो यह वर्तमान v1 v2 अपान 1होगा v1 v2 अपान 1 क्योंकि एक Ω प्रतिरोध यहाँ है इसी तरह अगर r क्या कॉल करता है जो कि r i3 i3 v3 v2 बाइ 2 से है क्योंकि यह 2 Ω प्रतिरोध है और दूसरी चीज ix है तो मैं इसे करूंगा स्लाइड समय देखें 2044 एक और बात यह है कि यह एक कॉमन नोड v1 है और यह भी कॉमन नोड v3 है तो ix वास्तव में v1 v3 को इस 1 Ω प्रतिरोध से विभाजित करता है जिसे r ix द्वारा विभाजित किया जाता है अब केवल एक चीज जो सभी ix को मिल गई है अब सवाल यह है कि 1 i1 कैसे प्राप्त करें तो क्योंकि यहां 1 Ω प्रतिरोध है इसलिए यह कैसे करना है देखो पहले अपने नोड 1 पर आओ स्लाइड समय देखें 2111 तो अगर इस अपने को यहाँ देखें कि यह एक है हालांकि यह क्या करना है अपना वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज v1 है स्लाइड समय देखें 2137 मान लीजिए कि यह अपना वोल्टेज v1 है और फिर क्योंकि वोल्टेज v1 का अर्थ है इस आर रिफरेंस नोड के संबंध में और फिर अगर मैं इसे इस तरह बनाता हूं तो यह 1 Ω है यह मेरा 10 वोल्ट है और अपनी डायरेक्शन जिसे करंट कहते हैं इसे i1 कहते हैं इस तरह इसलिए अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूं अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूं तो यह i1 में 1 हो जाएगा क्योंकि यह एकΩ है तो यह टर्मिनल v1 10 0 इसका मतलब यह है कि मेरा i1 10 v1 होगा जो यहां बनाता है जो इस बात को भूल जाता है इसका मतलब है कि मेरा i1 10 v1 1 से विभाजित है स्लाइड समय देखें 2250 तो इसीलिए मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँसॉरी मैं यहाँ पर 10 v1 i1 12 लिख रहा हूँ यह सब समीकरणों केसीएल जिसे मैंने कहा है तो 10 v1 अपान 1 इस तरह से इसे बनाना है यह समझना होगा कि यह अपने को कैसे बनाया जाए इसे कैसे गणना करें उदाहरण के लिए अन्यथा केवल मनमाना जानें या किसी चीज को याद में रखने की कोशिश न करें बेहतर होगा कि चीजों को समझने की कोशिश करें जैसे कि अगर यह इस तरह आती है तो मैं इसे स्मृति में रखूंगा जो इसे नहीं के रूप में नहीं देगा बात यह है कि एक समस्या है बेहतर समझ और फिर इसे करना चाहिए तो हर समस्या को हल कर सकते हैं 100 प्रतिशत सटीकता से हल कर सकते हैं इसलिए यह नोड 1 पर है जो मैंने सभी समीकरणों को बताया तो यह नोड 1 पर है यह समीकरण प्राप्त करेगा आखिरकार यह 3 v1 v2 32 आ रहा है स्लाइड समय देखें 2354 इसी तरह नोड 2 पर मैंने आने वाले सभी समीकरणों को सब कुछ बताया इसलिए इसे v1 b 2 अपान 1 8 v3 v2 पर भी लिखा जाता है और यही कारण है कि मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं कि केसीएल यह सब कुछ इस समस्या पर है जो मैंने खुद समझाया है इसलिए कुछ समय बचाने के लिए मुझे अब सीधे लिखना है तो उम्मीद है कि यह समझ में आता है तो अंत में यह 2 v1 3 v2 26 होगा समीकरण 1 और 2 को हल करें तो v1 17428 वोल्ट मिलेगा और v220285 वोल्ट होगा और करंट में अब ix की गणना v1 v3 अपान 1 पर होगी तो यह 7428 एम्पीयर होगा माफ़ करना i 2 v1 v2 अपान मिलेगा तो यह तब आएगा 2 बिंदु जब संकेत आ रहा है मतलब करंट डायरेक्शन रिवर्स होगी और i3 v3 v2 अपान 2 पर यह भी आ रहा है 5142 एम्पीयर तो यह समस्या इस समस्या को उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आता है और जब कुछ भी v3 10 वोल्ट नहीं होता है लेकिन अगर कुछ रजिस्टेंस यहाँ या यहाँ है तो v1 10 मत लिखो जिस तरह से मैं केवीएल लागू नहीं करता हूं और फिर पता लगाता हूं v1 क्या है तो इस तरह से i1 क्या है जो लिखना चाहिए तो सीधे मत लिखो फिर वहाँ होगा तो यह एक त्रुटि गलती होगी स्लाइड समय देखें 2528 अगले एक को सर्किट के नोड एनालिसिस का उपयोग करके v2 निर्धारित किया जाता है यह बात यहां दिखाई गई है यहां तक कि सीधे उन समीकरणों को भी लिखता हूं लेकिन यह एक ब्रिज सर्किट है तो यहां यह अपना रिफरेंस नोड है और यह नोड 1 है यह वोल्टेज v1 है यह वोल्टेज V2 है और यह वोल्टेज V3 है और 1 2 एम्पीयर सोर्स मूल रूप से जुड़ा हुआ है यह एककॉमन नोड है तो यह इसलिए है यह अपना नोड 1 है अपना नोड 1 है एक करंट बस छोड़ रहा है जैसे केसीएल को पहले बताया गया है यह i1 है यह करंट भी छोड़ रहा है यह है i 2 एक और करंट है यह एक कॉमन नोड है तो एक और करंट भी है यह करंट इस करंट को छोड़ रहा है i3 और यह 2 एम्पीयर करंट वास्तव में प्रवेश कर रहा है तो यह 2 एम्पीयर करंट प्रवेश कर रहा है इसलिए 1 2 की शुरुआत में 3 4 4 शाखाएं हैं इसलिए इसका मतलब है एक करंट प्रवेश कर रही है अन्य छोड़ रहे हैं तो i1 i 2 i3 2 यह समीकरण अब i1 r i1 r v1 v2 पर आसानी से लिख सकता है क्योंकि यह 8 i है इसी तरह i 2 r v1 यह रिफरेंस नोड वोल्टेज 0 v 0 है 0 यह ri2 है इसका मतलब है कि यह 20 से सीधे v1 होगा क्योंकि यह 20 Ω रेजिस्टेंस है अगला r3 i3 है यह एक कॉमन नोड है तो यह वोल्टेज वास्तव में v1 है और यह भी एक कॉमन नोड है तो यह वोल्टेज v3 है तो इसे यहाँ इसलिए r i3 v1 v3 12 से इसका मतलब है अगर इसे i1 i 2 i3 कहा जाए अगर इसे यहाँ रखा जाए तो v1 v2 और v3 के रिफरेंस में समीकरण बन जाएगा इसलिए यह समझ में आता है कि बाद में इसका समाधान मिल जाएगा लेकिन पहले इसे समझने की कोशिश करनी होगी तो हम इसे स्पष्ट करते हैं तो नोड 1 के लिए यह नोड 2 के लिए अब नोड 2 के लिए किया जाता है तो सीधे जो कर सकते हैं वह यह है कि यहाँ i1 i 2 अन्य शाखाएँ हैं जिन्हें मैंने कोई भी अपना नहीं बनाया है जिसे कॉल करने के लिए पता लगाना है v1 v2 v3 अन्य शाखाएँ जिन्हें मैंने करंट नहीं दिखाया है लेकिन करंट की डायरेक्शन यहाँ यह सब दिखाया गया है उदाहरण के लिए यदि अपनी को सीधे मान लें कि यह नोड 2 है तो मान लीजिए कि यह नोड 2 है और यह नोड 2 है स्लाइड समय देखें 2821 तब यह करंट i1 वास्तव में इस करंट i1 में प्रवेश कर रहा है वास्तव में इस करंट में प्रवेश कर रहा है v1 होगा यह करंट v1 v2 8 से होगा विभाजित यह करंट तब प्रवेश कर रहा है नोड 2 पर 2 अन्य करंट निकल रही है इसका मतलब है यह प्रवेश कर रहा है और यह एक और करंट 2 2 rडेटम नोड रिफरेंस नोड वोल्टेज 0 है इसका मतलब है कि ये v2 बाइ 6 होंगे क्योंकि यह 6 Ω है इसी तरह एक और करंट भी निकल रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा दिया गया है तो एक और करंट यह भी छोड़ रहा है कि v2 v3 4 से विभाजित है इसका मतलब है कि v1 v2 अपान 8 पर करंट में प्रवेश कर रहा है v2 अपान 6 v2 v3 अपान 4 जो बाद में दिखा लेकिन यह वही है जो नोड 2 पर कॉल करता है जैसे नोड नोड 3 नोड 3 पर इसलिए यहां यह भी है कि यह वास्तव में नोड 3 पर एक कॉमन नोड है यदि यह है तो मेरा नोड 3 है कि अगर देखो तो यह भी कॉमन नोड है इसका मतलब है यह 2 एम्पीयर करंट है Refer Slide Time 2930 स्लाइड समय देखें 2930 तो यह 2 एम्पीयर करंट इस नोड को छोड़ रहा है वहीं एक और बात यह है कि i3 करंट यह है कि i3 को यहां चिह्नित किया गया है तो यह i3 करंट वास्तव में नोड में प्रवेश कर रहा है और i3 मैंने पहले कहा था कि i3 v1 v3 v1 v3 बाइ 12 से ए 2 करंट प्रवेश कर रही हैं और दूसरी अपनी करंट v2 v3 अपान 4 पर नोड 3 में प्रवेश कर रहा है तो यह r है यहअपना नोड 3 है और यह करंट v2 v3 बाइ 4 है यहकरंट नोड में प्रवेश कर रहा है लेकिन यहां एक और करंट डायरेक्शन है इस तरह से लिया तो रिफरेंस वोल्टेज 0 है इसलिए एक औरकरंट वास्तव में इस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो यह v3 बाइ10 होगा इसका मतलब है और i3 जैसा कि मैंने बताया इसका मतलब है कि i3 यह करंट प्रवेश कर रहा है तो i3 जो कि अपना v1 v3 अपान 12 है फिर एक और करंट एंटर कर रहा है जोv2 v3 बाइ 4 पर यह एक 2 करंट इस में प्रवेश कर रहा है 2 v3 अपान 10 इस तरह से समीकरण को लिख सकते हैं जो कि बाद में हैं तो इस तरह से कुछ चीजों को समझना होगा तो हम इसे स्पष्ट करते हैं तो अगला अगर नोड 1 पर अब लिखें तो मैंने सब कुछ दिया स्लाइड समय देखें 3054 इसलिए आशा है कि मैंने कोई भी ब्रांच या कुछ भी मिस नहीं किया है आशा है कि सब कुछ सही है मुझे विश्वास है तो यह वास्तव में नोड 1 पर है अपना केसीएल लागू करें जिस तरह से मैं करता हूं इन सभी चीजों को मैंने बताया यहां मैं अब लिख रहा हूं तो v1 v2 अपान 8 v1 0 मैं लिख रहा हूँ लेकिन v1बाइ 20 रिफरेंस नोड द्वारा लेकिन अपने समझ के लिए हर बार जब मैं v1 0 रिफरेंस नोड और v1 v3 12 2 पर लिख रहा हूँ तो अगर यह सरल हो जाता है तो यह 31 v1 15 v2 10 v3 2 40 हो जाएगा इसी तरह नोड 2 में मैंने जो बताया और सरल किया वह मिलेगा 3 v1 13 v2 6 v3 0 यह समीकरण है 2 इसी तरह नोड 3 पर मैंने बताया कि कृपया इसे स्वयं करें क्योंकि यह उदाहरण 11 है इसलिए कई ऍक्स्प लेन उदाहरण उदाहरण के प्रकार हैं तो जिस तरह से मैंने अभी अभी बताया है उसे सरल बना सकता हूं मैंने बस इसके लिए सबकुछ लिखा और इसे सरल बनाया 5 v1 15 v2 26 v3 120 यह समीकरण 3 है v1 v2 v3 के लिए एक 2 और 3 को हल करने पर v2 0 मिलेगा इसका मतलब यह है कि यह सर्किट संतुलित है किसी भी तरह से इस कोर्स में अध्ययन नहीं करेंगे इतने सारे वोल्टेज मिल रहे हैं कि v2 0 स्लाइड समय देखें 3226 इसका मतलब यह है कि ये सर्किट समस्या में संतुलित है जिसे नोड एनालिसिस का उपयोग करके v2 निर्धारित किया जाता है तो v2 के लिए हल करें और यह है तो v2 0 पोटेंशियल के बराबर है इसका मतलब है नोडल सर्किट संतुलित है Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Node voltage नोड वोल्टेज नोड वोल्टेज Mesh मेश जाल Reference node potential रिफरेंस नोड पोटेंशियल संदर्भ नोड विभव solution सॉल्यूशन हल समाधान Substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित Expression एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति observ ऑब्जर्व अवलोकन flow फ्लो प्रवाह Polarities पोलैरिटी ध्रुवता Automatically ऑटोमेटेकली स्वचालित Common कॉमन उभय निष्ठ Problem प्रॉब्लम समस्या Potential पोटेंशियल विभव Branch ब्रांच शाखा Nodal circuit नोडल सर्किट नोडल परिपथ complex circuit कॉन्प्लेक्स सर्किट जटिल परिपथ